कोशिका संवर्धन तकनीक की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है आज ये हमारा चौथा लेक्चर है पिछले व्याख्यान में हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को विकसित करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की थी हमने 2 चुनौतियों के बारे में बात की थी ये आठवें हफ्ते का चौथा लेक्चर है तो ये 2 चुनौतियाँ हैं एक कि माइक्रो कैंटिलीवर असेंबली पर सिस्टम को कैसे एकीकृत करें और दूसरी चुनौती थी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का अध्ययन करने के लिए एक मांसपेशी और न्यूरॉन कोशिका को साथ में कैसे विकसित किया जाए ये 2 समस्याएं एक और अतिरिक्त मुद्दा लेकर आती हैं जो ये है कि आप एक परिभाषित मीडियम बनाना चाहते हैं जो सीरम मुक्त हो और वो एक सामान्य मीडियम होना चाहिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण था ये समझने की कोशिश करिये कि कैसे इन कृत्रिम तंत्र पर काम करना इतना कठिन हो सकता है और ये भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे आप इन सब चीज़ों को बाईपास कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो इस तस्वीर में हमने देखा था कि ये मांसपेशी कोशिकाएं हैं जो विभाजन करती हैं और विभाजन के बाद वे इस प्रकार संरेखण करती हैं और फिर यह वो चरण है जिसमे हमने विभेदीकरण के बारे में बताया था तो ये आपकी मांसपेशियों की कोशिकायें हैं जिनकी आप एक डिश में प्लेटिंग करते हैं प्रारंभिक चरण में ये मांसपेशी कोशिकायें हैं प्लेटिंग के बाद आपके पास मीडियम है जो शुरू में 3 4 दिनों के लिए विभाजन को बढ़ावा देगा आप उन्हें विकसित होने देते हैं और विभाजन के बाद वे इस तरह से संरेखित हो जाती हैं वे इस तरह लम्बाई में विकसित होती हैं और वे इस तरह से संरेखित हो जाती हैं और उसके तुरंत बाद वे अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती हैं और वे इस तरह एक ट्यूब बना लेती हैं अब इस प्रक्रिया में यह विभाजन चरण है और ये विभेदीकरण चरण है विभाजन करने के लिए आपको अणुओं का उपयोग करना होगा जो विभाजन की अनुमति देता है और यहाँ हम ये डी अणु मिला रहे हैं फिर हम ये डी अणुओं को हटा देते हैं जो कि हम यहाँ माइनस साइन से दर्शा रहे हैं और आप कोशिकाओं को डी डबल प्राइम वातावरण में बढ़ने की अनुमति देते हैं जिसमें विभेदीकरण के लिए ज़रूरी अणु होते हैं ये यात्रा तब जटिल हो जाती है जब आप इस सिस्टम में एक अन्य घटक जो कि न्यूरॉन है उसको जोड़ देते हैं जो कभी विभाजित नहीं होता है तो यहां आपके पास ये एक मोटर न्यूरॉन है जो विभाजित नहीं होता जो अणु आप यहाँ प्रयोग करते हैं वो बेसिक फाईब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होते हैं और उनका यहाँ उपयोग किया जाता है यहाँ ये पूरा एक ही मीडियम होना चाहिए और ये सीरम मुक्त होना चाहिए इसे हासिल करने में हमे समय लगा लेकिन हमने अंततः इसे हासिल कर लिया जो कि एक दिलचस्प उपलब्धि है हमने पहले ये किया कि हमने पेशियाँ ली जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था और पहला स्तर वो था जहां मांसपेशियां फाइब्रोब्लास्ट से सम्मिश्रित थी और हमने फाइब्रोब्लास्ट को नीचे बैठने दिया और मांसपेशियों की कोशिकायें ऊपर रह गयी आप क्या करते हैं कि आप इस सस्पेंशन को बाहर निकाल लेते हैं और जब आप सस्पेंशन को बाहर निकाल देते हैं तो आपको लगभग शुद्ध मायोसाइट्स मिल जाते हैं तो आप क्या करते हैं आप इन मायोसाइट्स की एक डिश में प्लेटिंग कर देते हैं और एक बार आप मायोसाइट्स की प्लेटिंग कर देते हैं तो आप बेसिक फाईब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर मिलाते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है जिसकी खुद की ये समस्या है कि तब कोशिकाएं पर्याप्त संख्या में विभाजित नहीं होती हैं लेकिन यह समझौता आपको करना पड़ता है तो आप कोशिकाओं की प्लेटिंग करते हैं और इसके ऊपर आप मीडियम डाल देते हैं तो जो आपके पास डिश में होता है वो कुछ इस तरह का होता है यहां आपके पास कोशिका संवर्धन डिश है जहां आप उन्हें विकसित कर रहे हैं आपके पास ये मांसपेशी कोशिकाएं हैं जो पैनिंग के बाद इस तरह सतह पर बैठ जाती हैं हमने आपको बताया था कि कैसे आप फाइब्रोब्लास्ट को हटाते हैं क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट तेजी से बैठ जाते हैं तो आपके पास यहाँ मांसपेशी कोशिकाएं हैं फिर आप एफजीएफ मीडियम में मिला देते हैं और इसमें कुछ दूसरे घटक भी होते हैं इसके लिए हम आपको अध्ययन सामग्री दे देंगे जिसमे आप देख सकते हैं कि दूसरे घटक क्या क्या होते हैं अब आप इसे लगभग 1 से 2 घंटे के लिए एक डिश में छोड़ देते हैं इस समय के दौरान विकास के विभिन्न घटक इन कोशिकाओं की सतह पर बंध जाते हैं और आवश्यक अभिक्रिया शुरू करते हैं यह लाल रंग एफजीएफ और विभिन्न प्रकार के कारकों को दर्शा रहा है जिनका उपयोग किया जाता है और जो कोशिकाओं की सतह से बंध जाते हैं और इसके साथ साथ ये कोशिकाएं स्वयं का अंतरःकोशिकी यानि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स स्रावित करना शुरू कर देती हैं अब एक से 2 घंटे के बाद आप क्या करते हैं आप मीडियम का एक छोटा सा बहुत ही छोटा हिस्सा निकालते हैं जो सिर्फ इतना हो कि चोटी को हल्का सा ढक सके और फिर आप मोटर न्यूरॉन्स को इसमें ले आते और कुछ इस तरह से रख देते हैं और ये मोटर न्यूरॉन्स ज़्यादातर चूहे के भ्रूण कल्चर के ई 14 से लिए जाते हैं ये रीढ़ की हड्डी के वेंट्रल हॉर्न से लिए जाते हैं जबकि कल्चर के लिए कंकाल पेशियाँ ई 18 से ली जाती हैं जो पिछले पैर की कंकाल पेशियाँ होती हैं तो यहाँ से आपको मायोट्यूब मिल जाती हैं तो 1 से 2 घंटे के बाद आप ये मोटर न्यूरॉन्स मिलाते हैं तो जो मीडियम आपने शुरू में निकाला है आप उसे वापस मिला देते हैं शुरुआती चरण में ही पता लगा लेना ज़रूरी है कि कोशिकाओं किन महत्वपूर्ण विकास कारकों का स्राव करती है क्योंकि कोशिकाएं बहुत सारे विकास कारकों का स्राव करती हैं जो अत्यंत आवश्यक होते हैं बहुत बहुत आवश्यक और जब आप मीडियम को वापस डालते हैं तो आप इसके ऊपर कुछ ताज़ा मीडियम मिला देते हैं जो कि बेसिक फाईब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के बिना होता है तो आपने अनिवार्य रूप से क्या किया आपने वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया में बेसिक फाईब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के प्रभाव को कम कर दिया और अगर हम इस कल्चर को 6 से 10 दिनों के लिए या और थोड़ा ज़्यादा 15 दिन के लिए रखते हैं तो आप अद्भुत न्यूरोमस्कुलर जंक्शनों का गठन होते हुए देख सकते हैं जो कि इस तरह के होंगे और आप इसमें कुछ परीक्षण कर सकते हैं और सबसे सुंदर परीक्षणों में से एक जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपके पास मोटर न्यूरॉन हैं जिन्हे आप इलेक्ट्रोड द्वारा उत्तेजित कर सकते हैं और कुछ समय के बाद आप मांसपेशियों में संकुचन होते हुए देख सकते हैं और साथ ही आप ये भी देखने में सक्षम होने चाहियें मान लीजिये कि ये E1 इलेक्ट्रोड है और ये E2 है तो यहां आप E1 पर इम्पल्स यानि आवेग देते हैं तो आप देखेंगे कि यहां एक विद्युतीय गतिविधि उत्पन्न होती है और फिर थोड़े समय के बाद आप मांसपेशियों में फिर से यहाँ पर विद्युतीय गतिविधि देख पाएंगे और साथ ही आपको इस क्षेत्र में एक यांत्रिक गति या संकुचन होते हुए दिखाई देगा तो ये आपका पहला आवेग आ रहा है और यहाँ आपको उत्तेजना की आवश्यकता थी यहाँ ये पहला आवेग है यह न्यूरॉन की एक विद्युतीय गतिविधि है जिसके बाद यहां मांसपेशियों की विद्युतीय गतिविधि होती है और साथ ही यहाँ मांसपेशियों की यांत्रिक गतिविधि है आप वास्तव में इसे देख सकते हैं इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं यहां पर यहाँ पर एनएमजे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हैं जिनको आप विशिष्ट प्रोटीन प्रोब या एंटीबॉडीज़ के माध्यम से मैप कर सकते हैं इसके साथ ही आप उनकी जांच एसीटिलकोलिन रिसेप्टर के माध्यम से कर सकते हैं क्योंकि मांसपेशियों पर बहुत सारे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं आप बुंगारोटॉक्सिन के माध्यम से भी साथ जांच कर सकते हैं बुंगरोटॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है साथ ही आप एक और काम कर सकते हैं मान लीजिये कि आप यहाँ से उत्तेजित करते हैं और आप एक ड्रग मिलाते हैं जिसका नाम क्युरारे है जिसका इस्तेमाल अमेज़न बेसिन की जनजातियों द्वारा हिरण या अन्य जानवरों का शिकार करने के लिए किया जाता है ये क्या करता है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर बंध कर उसे शक्तिहीन बना देता है इसलिए यदि आप क्युरारे मिलाते हैं और यदि स्टिमुलस देते हैं तो आपको कोई उत्तेजना नहीं दिखाई देगी आपका संकेत यहां गायब हो जाएगा और यहां कोई क्रिया नहीं होगी ये क्युरारे का प्रभाव होता है क्युरारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बहुत ही अनोखे तरीके से ब्लॉक कर देता है ये एक प्रतिवर्ती अवरोधक होता है और थोड़ी देर के बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है आप वास्तव में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इतना ही नहीं अगर आप देखते हैं कि पूरे सेटअप में स्वाभाविक रूप से संकुचन हो रहा है आप क्युरारे मिला कर संकुचन को रोक सकते हैं क्युरारे मिलाने पर आप देखेंगे कि इस तरह से कंपन होगा और फिर पेशियाँ रुक जाएंगी तो इन सभी चीजों को कृत्रिम तंत्र में देखा जा सकता है और ये सिद्ध किये जा चुके ट्रैकर्स हैं जिसके लिए हम आपको शोध पत्र दे देंगे इन्हें बहुत अच्छे से देखा जा सकता है और उनका मूल्यांकन किया जा सकता है लेकिन हमारी समस्या और भी चुनौतीपूर्ण थी हम ये सब कैंटीलिवर पर करना चाहते थे इसलिए ऐसा करने के लिए हमें एक कॉमन मीडियम और एक अलग तरह से प्लेटिंग के नियम की जरूरत थी और प्लेटिंग नियम ये है कि आप पहले मांसपेशियों की प्लेटिंग करिये और 1 से 2 घंटे के लिए इंतज़ार करिये और फिर मोटर न्यूरॉन मिलाइये और हमने आपको मोटर न्यूरॉन का स्रोत बताया था जो कि चूहे के भ्रूण के ई 14 वेंट्रल हॉर्न से लिया जाता है और कंकाल पेशी को चूहे के भ्रूण के ई 18 से इकट्ठा किया जाता है मेरी जानकारी में अभी तक इस तरह की साफ प्रणाली पाने में कोई भी सफल नहीं रहा है मांसपेशी तक किया जा चुका है लेकिन वास्तव में न्यूरॉन को एकीकृत करने में अभी भी और थोड़ा अधिक समय लगेगा क्योंकि इस प्रणाली पर काम करना आसान नहीं है लेकिन ये कुछ ऐसी प्रणालियों में से एक है जो आने वाले वर्षों में कोशिका संवर्धन या पारंपरिक कोशिका संवर्धन का चेहरा बदलने जा रहे हैं जिनको लोग सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ये आधुनिक तकनीक है जहाँ कोशिका संवर्धन अब एक जीवविज्ञानी के क्षेत्रीय प्रभुत्व में नहीं आती है अब यह इंजीनियरों मैकेनिकल इंजीनियरों केमिकल इंजीनियरों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों और डिजाइनरों बायोमेडिकल वैज्ञानिकों जीव विज्ञानियों भौतिकविदों केमिस्टों की एक बहुत ही एकीकृत यात्रा है इसलिए एक तरह से आपको सेल पैटर्निंग के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखनी चाहिए आपको विभिन्न प्रकार की तकनीक की जानकारी रखनी चाहिए जिसमे कि थिन लेयर टेक्नोलॉजी एक और क्षेत्र है ऐसी संरचनाओं में इलेक्ट्रोड को एकीकृत किया जाता है मान लीजिये कि यहां आपके पास एक कैंटिलीवर है जिसमें एम्बेडेड इलेक्ट्रोड या एम्बेडेड इलेक्ट्रोड सिस्टम हैं जो कि आसान काम नहीं हैं आप माइक्रोन स्तर पर काम कर रहे हैं और इसमें थोड़ा और समय लगेगा प्रौद्योगिकी है लेकिन वास्तव में इस तरह कर पाना इतना आसान नहीं है तो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी दें जो अभी भी पाठ्यपुस्तक का हिस्सा नहीं हैं ये भविष्य की तकनीक हैं लेकिन ये वो प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाएंगे मान लीजिये कि हम एएलएस यानि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस प्रणाली का परीक्षण करना चाहते हैं ये एक ऐसी स्थिति है जब मोटर न्यूरॉन मांसपेशियों के साथ संवाद करने में असमर्थ होती है क्योंकि वो एक प्रणाली बनाने के लिए अक्षम हो जाते हैं आप इसे कैसे कर सकते हैं ये वो सिस्टम है जिसमें आप पार्किंसंस का अध्ययन करना चाहते हैं और आप 3 परत चाहते हैं सबस्टेंशिया निग्रा से आने वाला एक मोटर न्यूरॉन रीढ़ की हड्डी का एक मोटर न्यूरॉन और यहाँ मांसपेशी है तो यहाँ सबस्टेंशिया निग्रा न्यूरॉन संकेत नहीं भेज रहा है एक डिश पर पार्किंसंस मॉडल को बनाने का अध्ययन कैसे किया जा सकता है या कैसे आप इस तरह के सर्किट बनाने के लिए एक सेल पैटर्निंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्किट इस तरह है जहां आप अल्जाइमर Alzheimer's का अध्ययन कर सकते हैं और अंत में एक छोटे मॉड्यूल में हम माइक्रो चैनल प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे जहां हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे ये माइक्रो चैनल तकनीक हिप्पोकैम्पस के अंदर एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ होने वाले संचार को अध्ययन करने में काम आ सकती है ये हमे हिप्पोकैम्पस न्यूरॉन द्वारा उत्पन्न संकेतों को गहराई से समझने में मदद करेगा तो हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस श्रृंखला के आखिरी लेक्चर में हम विद्युतीय उत्तेजना के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इसे हासिल कर सकते हैं